इस सप्ताह के अंतिम व्याख्यान के लिए आपका स्वागत है इसलिए हम स्पीच टैगिंग के भाग की समस्या और उन तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं जिन पर हम किसी सीक्वेंस लेबलिंग कार्य के लिए अपने सामान्य तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं तो इनपुट सीक्वेंस की तरह है जैसे यहाँ शब्दों का सीक्वेंस है और आउटपुट फिर से एक सीक्वेंस है जहां प्रत्येक शब्द के लिए मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि स्पीच टैग का एक संगत हिस्सा क्या है तो हमने हिडन मार्कोव मॉडलस और मैक्सेंट मॉडल के बारे में भी बात की तो सामान्य रूप से मैक्सेंट मॉडल में हमने इस बारे में बात की कि आप सीक्वेंस लेबलिंग कार्य के लिए उस सरल क्लासिफायर का उपयोग कैसे करते हैं तो हम उसे मेक्सिमम एंट्रोपी मार्कोव मॉडल कहेंगे और फोर्मूलेशन बहुत आसान था जो कि प्रत्येक शब्द के लिए टैग की भविष्यवाणी करता है और फिर पूरे अनुक्रम के लिए संभावनाओं को गुणा करता है हालांकि एक समस्या यह थी कि क्योंकि हमें इस विशेष शब्द में टैग को निर्दिष्ट करने के लिए कुछ विशेषताओं में पिछले शब्द के टैग की आवश्यकता है हमें बीम सर्च एल्गोरिदम का उपयोग करने की आवश्यकता होगी और हम चर्चा भी करते हैं बीम सर्च एल्गोरिथ्म क्या है इसलिए मैं इस व्याख्यान में क्या करूंगा मैं एक उदाहरण लूंगा वहां हम देखेंगे कि बीम सर्च एल्गोरिदम का उपयोग कैसे किया जाए और फिर मैं संक्षेप में चर्चा करता हूं कि कन्डिशन रेंडम फील्डस क्या हैं और मेक्सिमम एंट्रोपी मॉडल से कैसे भिन्न हैं इसलिए कन्डिशन रेंडम फील्ड फिर से एक बहुत बड़ा विषय है हम पूरी तरह से इसे नहीं करेंगे हम आपको केवल यह संकेत देंगे कि एक बार जब आप मैक्सेंट या MEMA मॉडल जानते हैं तो कन्डिशन रेंडम फील्ड क्या हैं वह इनसे अलग कैसे हैं इसलिए हम एक अभ्यास प्रश्न के साथ शुरू कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास एक ही वाक्य द लाइट बुक है और आपको दिया जाता है कि सभी तीन शब्दों द लाइट और बुक के लिए शीर्ष दो एक्सेल और नाऊँन वर्ब एड्जेक्टिव और वर्ब नाउँन निर्धारित करते हैं अब आप अपने MEMA मॉडल का उपयोग करना चाहते हैं तो दिए गए टैग या दिए गए शब्द wi के लिए आप विशेष संदर्भ का उपयोग करते हैं यहां संदर्भ क्या है पिछला शब्द अगला शब्द और पिछले शब्द को दिया गया टैग यह संदर्भ है इसलिए इसका मतलब है कि हम आपकी सभी विशेषताओं को इस संदर्भ पर परिभाषित करेंगे तो यहाँ एक उदाहरण है हम कुछ नमूना दिखा रहे हैं जैसे आपको एक अलग विशेषता दी है और अब हमें यह पता लगाने के लिए बीम सर्च एल्गोरिदम का उपयोग करना होगा कि वाक्य के लिए उपयुक्त टैग सीक्वेंस क्या होगा तो क्या फीचर्स दे रहे हैं इसलिए फीचर्स पिछले टैग की तरह सरल हैं पिछले शब्द को दिया गया टैग डिटरमिनर है और वर्तमान टैग एड्जेक्टिव है पिछला टैग नाऊन है वर्तमान टैग वर्ब है पिछला टैग एड्जेक्टिव है वर्तमान टैग नाऊन है पिछला शब्द वर्तमान टैग एड्जेक्टिव है और ऐसे ही फिर आपके पास फीचर्स भी है जैसे अगला शब्द लाइट है वर्तमान टैग डिटरमिनर है पिछला शब्द नल है और वर्तमान टैग नाऊन है इसका मतलब यह है कि यह ith शब्द एक वाक्य शुरू कर रहा है यही कारण है कि पिछला शब्द नल होगा तो अब आपको ये फीचर्स दी गई हैं और सरलता के लिए आपको दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक फीचर का एक समान वेट 1 है अब आपका कार्य हैं बीम साइज़ 2 के साथ बीम सर्च एल्गोरिथ्म का उपयोग करना है किसी भी बिंदु पर बीम साइज़ 2 से आपका क्या मतलब है आप केवल शीर्ष दो उच्चतम संभावना टैग अनुक्रम रखेंगे और बाकी सब आप भूल जाएंगे तो किसी भी बिंदु पर आपको पता चल जाएगा इस बिंदु तक शीर्ष दो टैग सीक्वेंस क्या हैं और कुल मिलाकर आपको लाइट बुक वाक्य के लिए उच्चतम संभावना टैग अनुक्रम ढूंढना होगा तो आइए देखें कि हम इसे कैसे हल करते हैं इसलिए वाक्य में तीन शब्द हैं द लाइट और बुक इस शब्द के दो विषय दो संभावित विषय हैं यह एक डिटरमिनर या नाऊँन हो सकता है लाइट शब्द एक वर्ब या एड्जेक्टिव हो सकता है और शब्द बुक एक वर्ब या एक नाऊँन हो सकता है तो अब हम कैसे शुरू करते हैं टैग i की प्रोबेबिलिटी पता लगाने के लिए i wi है या w i के बजाय संदर्भ x i या hi लिखकर बताएं कि इसके लिए अलग अलग सूचनाएं देते है तो यहाँ संदर्भ w i माइनस 1 w i w i प्लस 1 है और t टैग है और इस टैग का फोर्मूलेशन क्या है जिसे मैंने वर्तमान शब्द वर्तमान में दिया है यह एक्सपोनेन्ट समैशन लेंबड़ा i f i होगा और हम जानते हैं कि फीचर इनपुट का एक कार्य है और टैग Z द्वारा विभाजित है और Z एक नार्मलाइजेशन कोंस्टेंट के अलावा और कुछ नहीं है ताकि सभी विषय संभावना 1 तक जुड़े तो हमें वह करने की कोशिश करनी चाहिए जब टैग डिटरमिनर होता है तो शब्द द है तो हम नीचे एक्सपोनेन्ट समैशन लेंबड़ा i f i और लेंबड़ा i लेंबड़ा h यहाँ इस समस्या में 1 हैं तो यह सिर्फ f i पर एक्सपोनेन्ट समैशन होगा तो क्या फीचर्स 1 हैं और क्या फीचर्स 0 हैं इसलिए इस शब्द के लिए इसलिए हर जगह जहां हमें पिछले टैग की आवश्यकता है या पिछला शब्द 0 होना चाहिए क्योंकि यह वाक्य की शुरुआत है इसलिए मेरे पास कोई पिछला शब्द टैग या कोई पिछला शब्द नहीं है तो इन सभी फीचर्स का मूल्य 0 हो जाएगा अब वह कौन सी फीचर्स है जो 1 हो जाएगी यह एक क्या होना चाहिए इसके लिए अगले शब्द की आवश्यकता है i 1 शब्द लाइट है और वर्तमान टैग डिटरमिनर है वह यह 1 है इसलिए यदि आप यहां देखते हैं कि अगला शब्द लाइट पर वर्तमान टैग डिटरमिनर है तो यह 1 हो सकता है जो फ़ीचर f I के लिए है इसलिए यह 1 है इसलिए मैं कहूंगा कि यह एक्सपोनेन्ट है या मैं e की पावर 1 में लिखता हु यह लैम्ब्डा 1 z से विभाजित है मुझे इस Z का पता लगाना है मुझे नाऊँन के लिए मूल्य ज्ञात करने दें तो फिर से इसी तरह की सभी फीचर्स के लिए f 1 से f 6 तक 0 बन जाएंगे क्योंकि आप नहीं जानते कि पिछला शब्द या पिछला टैग क्या है यह एक फीचर हो सकती है लेकिन वर्तमान टैग निर्धारितकर्ता नहीं लेकिन नाऊँन है तो यह भी 0 होगा यह फीचर पिछले शब्द नल है हाँ यह सच है कि वाक्य की एक शुरुआत है और वर्तमान टैग नाऊँन है यह भी 1 हो जाएगा

तो यह एकमात्र फीचर्स है जो नाऊँन के लिए 1 बन जाती है तो यह e की पावर 1 है और नार्मलाइजेशन क्या है यह प्लस यह हैं तो 2 गुना e की पावर से 2 गुना e की पावर 1 से विभाजित किया जाता है इसलिए दोनों 05 हो जाएंगे इसलिए इस बिंदु पर सभी दो टैग्स में हम दोनों टैग्स की संभावना 05 है और किसी भी कारण से मैं बीम आकार 2 का उपयोग कर रहा हूं मुझे ये दोनों टैग रखने होंगे इसलिए अब मैं इस दोनों टैग्स को संभावना 05 05 के साथ रखता हूं अब हम अगले शब्द लाइट पर जाएं अब फिर से मुझे इस दिए गए हिस्ट्री क्रिया की संभावना का उपयोग करना होगा अब यह हिस्ट्री पिछला शब्द वर्तमान शब्द अगला शब्द और पिछला टैग है इसलिए अब जब मैं वर्ब के बारे में बात कर रहा हूं अगर मुझे इन फीचर्स की गणना करनी है तो मुझे यह जानना होगा कि पिछला टैग क्या है यहां यह एक डिटरमिनर या नाऊँन हो सकता है इसलिए मुझे अनुक्रमों के संदर्भ में बात करने की आवश्यकता है तो यहाँ मेरा एक अनुक्रम डिटरमिनर नाऊँन डिटरमिनर वर्ब और दूसरा क्रम नाऊँन वर्ब के साथ है इसलिए हमें संभावना की गणना करने के लिए दोनों अनुक्रमों को अलग अलग लेना होगा इसी प्रकार मुझे एड्जेक्टिव के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा तो आइए हम एक क्रम के लिए ऐसा करने का प्रयास करें तो नाऊँन वर्ब क्रम तो टैग i के शब्द दिए जाने की संभावना क्या होगी तो यह हम यहां लिख सकते हैं तो मुझे केवल इस समैशन लैंबडा i f i भाग लिखना चाहिए तो यह समैशन लैंबडा i f i होगा तो आइए हम यहाँ की फीचर्स पर चलते हैं इसलिए नाऊँन वर्ब हैं तो आइए हम उन विशेषताओं पर जाएं जो पहले वाले टैग का निर्धारण करती हैं कोई पिछला टैग संज्ञा नहीं है यह यहाँ 0 है पिछला टैग नाऊँन है हाँ और वर्तमान टैग वर्ब है यह 1 हो सकता है इसलिए f2 1 है F3 0 हैं क्योंकि पिछला टैग विशेषण नहीं है f4 पिछला टैग नाऊँन है हां पिछला शब्द वर्तमान टैग एड्जेक्टिव है नहीं यह वर्ब है तो यह भी सही नहीं होगा क्योंकि वर्तमान टैग एड्जेक्टिव नहीं है बल्कि वर्ब है पिछला शब्द लाइट नाऊँन है अगला शब्द लाइट नाऊँन है पिछला शब्द नल नाऊँन है तो केवल f 2 1 है तो यह इस क्रम के लिए e की पावर 1 विभाजित Z होगा अब यह नार्मलाइजेशन किस पर निर्भर करेगा यह सभी जगह से निर्भर करेगा जहां इस संदर्भ को लिया जाता है कि क्या संभावनाएं हैं इसलिए मुझे इस Z को खोजने के लिए इसके लिए प्रोबेबिलिटी की गणना करनी होगी इसलिए मैं इस संभावना को जानता हूं मैं इस फ़ंक्शन को जानता हूं और मैं 1 को जोड़कर उन्हें नार्मलाइस कर दूंगा तो फ़ंक्शन के लिए नाऊँन और एड्जेक्टिव क्या होगा मैं फिर फीचर्स से कोशिश करता हूं पिछला टैग डिटरमिनर हो गया है पिछला टैग नाऊँन है लेकिन वर्तमान टैग वर्ब नाऊँन है पिछला टैग एड्जेक्टिव नाऊँन है पिछला शब्द yes है और टैग एड्जेक्टिव yes है तो यह f 4 1 बन जाएगा पिछला शब्द yes है अगला शब्द बुक है हां वर्तमान टैग एड्जेक्टिव है यह भी 1 हो जाएगा सभी तीनों 0 हो जाएगा तो अब यह e की पावर 2 विभाजित Z बन जाएगा और जेड मैं e प्लस e स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं इसलिए अब मुझे पता है कि इस स्थिति में वर्ब की संभावना को देखते हुए पिछले टैग की दी गई है और एड्जेक्टिव इस स्थिति में नाऊँन को पिछला टैग दिया जाता है लेकिन इस पूरे क्रम की संभावना क्या है कि यह नाऊँन मिलने की संभावना से गुणा हो जाएगी जो आधी है इसी तरह यहाँ भी आधी है तो यह इस क्रम को चुनने की संभावना है इसी तरह मैं इस के चयन की संभावना की गणना करूंगा और इसने उन्हें 05 से गुणा किया तो अब मुझे चार अनुक्रमों के लिए प्रोबेबिलिटी मिलेगी ताकि नाऊँन वर्ब डिटरमिनर वर्ब डिटरमिनर एड्जेक्टिव और नाऊँन एड्जेक्टिव हों मेरे पास इस प्रणाली के चार अनुक्रम की संभावना है और फिर मैं वहाँ से केवल उच्च दो का चयन करूँगा तो मान लीजिए शीर्ष दो को नाऊँन वर्ब और डिटरमिनर एड्जेक्टिव कहा जा सकता है तो अब क्या होगा अगले चरण के लिए मैं केवल डिटरमिनर एड्जेक्टिव और नाऊँन वर्ब पर विचार करूंगा और मैं उनकी संभावनाओं को भी जानूंगा फिर मैं प्रत्येक को एक हिस्ट्री के रूप में ले जाऊंगा और फिर डिटरमिनर एड्जेक्टिव फिर संज्ञा देखूंगा डिटरमिनर एड्जेक्टिव तब वर्ब संभावना को नार्मलाइस करता है इसी प्रकार नाऊँन वर्ब नाऊँन नाऊँन वर्ब वर्ब संभावना को नार्मलाइस करती है तदनुसार यह गुणा करती है तो फिर से आपके पास चार क्रम होंगे आपके पास सभी चार अनुक्रमों के लिए संभावना होगी और जो सबसे अधिक संभावना है उसे लेंगे और इस उदाहरण में आपका अंतिम टैग अनुक्रम होगा इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह आइडिया स्पष्ट है कि मैं इसे पूरी तरह से हल नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह कर रहा हु कि मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इसे अपने दम पर करें और देखें कि आप यह पता लगा सकते हैं कि MMA मॉडल का उपयोग करके उपयुक्त अनुक्रम क्या है तो यह था कि MMA मॉडल के लिए बीम सर्च एल्गोरिदम का उपयोग कैसे किया जाए अब मैं बस संक्षेप में बात करूंगा कि इसमें क्या समस्या है इस मेक्सिमम एंट्रोपी मॉडल के साथ फिर एकल समस्या क्या है तो हमें कन्डिशन रेंडम फील्ड्स के बारे में सोचना होगा इसलिए मेक्सिमम एंट्रोपी मॉडल में हम हर स्टेट में नार्मलाइजेशन करते हैं जो एक स्टेट में आने वाले सभी द्रव्यमान को पोसिबल सक्सेसर स्टेट्स के बीच वितरित किया जाना चाहिए और यह एक लेबल बाइस समस्या को जन्म दे रहा है तो हम देखते हैं अंतर्ज्ञान क्या है तो मुझे इससे क्या मतलब है तो मुझे एक उदाहरण लेने दें इसलिए पहले मुझे यह बताने के लिए एक ही उदाहरण लेना चाहिए कि प्रत्येक स्टेट में नार्मलाइजेशन से मेरा क्या मतलब है तो यह एक ले लो तो आप नाऊँन वर्ब और नाऊँन एड्जेक्टिव की गणना कर रहे हैं और आपके पास e स्क्वायर और e 1 जैसी फीचर्स थीं लेकिन आप जहां उन्हें नार्मलाइस कर रहे हैं तो आप इन दोनों को 1 तक जोड़कर नार्मलाइस कर रहे हैं ऐसा ही आप डिटरमिनर के साथ करेंगे आप यह सुनिश्चित करेंगे कि ये दोनों 1 तक जुड़ते हैं इसलिए आप प्रत्येक स्टेट को नार्मलाइस कर रहे हैं इसलिए यह समस्या क्यों होगी तो मुझे बस हाइपोथेटिकल उदाहरण लेने दे मान लीजिए आपके मेक्सिमम एंट्रोपी मॉडल में आपके पास किसी भी बिंदु पर एक टैग t 1 और टैग t 2 है तो मान लीजिए अगले बिंदु t1 से आप दो अलग अलग टैग t1 प्राइम और t1 डबल प्राइम जा सकते हैं और t 2 से फिर से आप t 2 प्राइम t 2 डबल प्राइम में जा सकते हैं वे समान हो सकते हैं वे समान नहीं भी हो सकते हैं अब आप इस संभाव्यता की गणना कैसे करते हैं यह e की पावर समैशन लैमबड़ा i f i विभाजित z होगा z इन दोनों के जोड़ के अलावा कुछ नहीं है ऐसे ही यह वही है कि आपके पास कितने फीचर्स थे उसका क्या महत्व है और इत्यादि मान लीजिए इन टैगों की एक विशेष पसंद के लिए ऐसा होता है कि एक शाखा में उनके पास इसका मान 0002 है और इसका मान का 00001 है या हम कहें तो और भी छोटे मूल्य हैं और इस शाखा का मान 003 004 है तो अब क्या होगा यह नार्मलाइस्ड वैल्यूस नहीं है तो यह बताता है कि यह समैशन लेमबड़ा f i इन दो मामलों में एक उच्च स्कोर प्राप्त कर रहा है और इन दो मामलों में कम स्कोर लेकिन क्योंकि आप नार्मलाइजेशन के लिए कर रहे हैं आप 0002 प्लस 00001 से विभाजित करेंगे और यह 1 098 और कुछ के नजदीक है दूसरी ओर यह 045 या 055 के नजदीक हो जाएगा तो यहाँ क्या हो रहा है भले ही यह संभावना कम थी जब मैंने इसे नार्मलाइस्ड किया यह बहुत अधिक हो गया यह एक विशेष समस्या है दूसरी ओर मान लीजिए कि t 1 से t 1 डबल प्राइम में जाने की कोई संभावना नहीं थी इसलिए केवल एक टैग संभव था इसलिए आप संदर्भ से स्वतंत्र होंगे इसे हमेशा 1 की संभावना मिलेगी क्योंकि आपको प्रत्येक स्टेट को नार्मलइस करना होगा यदि t1 से है तो मैं केवल एक टैग t1 प्राइम में जा सकता हूं और बाकी सब की संभावना 0 है क्योंकि यदि यह नार्मलाइजेशन होने पर 1 हो जाएगा तो हम इस संभावना को संदर्भ के स्वतंत्र t1 से गुणा करते हैं और इसे लेबल बाइअस प्रोबलम कहा जाता है और यह आता है क्योंकि आप प्रत्येक चरण पर नार्मलइस कर रहे हैं जो मेक्सिमम एंट्रोपी मार्कोव मॉडल के साथ एक समस्या है तो आइए देखें कि हम इस समस्या को कैसे कन्डिशन रेंडम फील्ड्स से रोकते हैं इसलिए मुझे आशा है कि यह समस्या स्पष्ट है कि आप प्रत्येक स्टेट में आसान कदम पर नार्मलाइजेशन कर रहे हैं और यह उन स्टेट्स के प्रति कुछ पूर्वाग्रह दे रहा है जिनमें कुछ ट्रांजिशन्स हो रहे हैं अधिक संख्या में ट्रांजिशन्स हो रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं तो मान लीजिए कि मेरे पास t1 से दो अलग अलग टैग हैं आपके पास दो संभावित ट्रान्ज़िशन हैं t 2 से आपके पास पांच संभावित ट्रान्ज़िशन हैं इनका क्या होगा इस स्टेट को चुनने की दिशा में एक पूर्वाग्रह होगा क्योंकि इसे नार्मलाइस्ड किया जाएगा और इसमें से एक को उच्च मूल्य मिलेगा और ऐसा यहां नहीं हो सकता क्योंकि पांच संभावित ट्रान्ज़िशन हैं तो यह एक पूर्वाग्रह हो जाता है और यह आइडल नहीं है तो हम इस समस्या और कन्डिशन रेंडम फील्डस से कैसे बचें तो कन्डिशन रेंडम फील्डस अनडाइरेक्टेड ग्राफ़िकल मॉडल्स हैं और जबकि कन्डिशन रेंडम फील्ड्स की कई विविधताएं हैं इसलिए एक सामान्य संरचना है हम लिनियर जेनेरिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ हम कन्डिशन रेंडम फील्डस की लिनियर जेनेरिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो फिर से पिछले मामले की तरह आपके पास एक अनुक्रम x 1 से x n तक हैं और ये टैग y 1 से y n हैं जो इन टैगों को असाइन करते हैं अब वे कैसे हैं तो वे किस तरह से मेक्सिमम एंट्रोपी मॉडल के समान हैं वे इस अर्थ में समान हैं कि हम फीचर फंक्शन्स के लिए उसी का उपयोग करते हैं तो आप यहां क्या देख रहे हैं ith बिंदु के लिए फीचर फ़ंक्शन इसलिए मान लीजिए कि i 3 के बराबर है जो की पिछले टैग y 2 के ऊपर एक फंक्शन होगा वर्तमान टैग y 3 पूरे इनपुट पर आप कोई भी शब्द ले सकते हैं पहले और बाद में x 3 और यह ith इंडेक्स है इसलिए फीचर फ़ंक्शंस फिर से इनपुट करंट टैग और पिछले टैग के फंक्शन हैं यह लिनियर जेनेरिक स्ट्रक्चर में है तो कन्डिशन रेंडम फील्डस फैक्टर ग्राफ़स की तरह हैं तो क्या होता है प्रत्येक नोड की संभावना केवल उसके नेबर पर निर्भर करेगी तो और आप एक ही तरह के फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं इसलिए इस तरह कि हमने मेक्सिमम एंट्रोपी मॉडल में भी चर्चा की थी तो मेरे पास एक फीचर है जो 1 है यदि पिछला टैग I N वर्तमान टैग NNP है और वर्तमान शब्द सितंबर और अन्यथा 0 है इसलिए हम देखेंगे कि बहुत ही समान कार्य हैं जो हम मैक्सेंट में उपयोग कर रहे हैं तो इसलिए वे उस अर्थ में मैक्सेंट के समान हैं लेकिन वे कैसे भिन्न हैं तो एक अंतर यह आता है कि नार्मलाइजेशन कैसे किया जाता है मैक्सेंट मॉडल या मेक्सिमम एंट्रोपी मार्कोव मॉडल में हम प्रत्येक स्टेट के लिए नार्मलाइजेशन कर रहे हैं इसलिए यह आसान स्टेट में है यदि मेरे पास कई ट्रान्ज़िशन हैं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके लिए संभावना 1 तक बढ़ जाती है यह कन्डिशन रेंडम फील्डस मे नहीं होता है इसलिए हम प्रत्येक संभावित ट्रान्ज़िशन संपूर्ण अनुक्रम के लिए फ़ीचर मानों की अपेक्षाओं की गणना करेंगे और फिर मैं नार्मलाइजेशन करूंगा ताकि हम यहां प्रोबेबिलिटी फंक्शन से देख सकें तो y एक संपूर्ण सीक्वेंस है y 1 से y n को वर्तमान इनपुट अनुक्रम x 1 से x n दिया गया है और लैम्ब्डा वह फीचर वेट है जिसे आप सीखेंगे और यह 1Z x है एक नार्मलाइजेशन पैरामीटर एक्स्पोनन्ट समैशन ओवर i बराबर 1 से n तक समैशन j लैम्ब्डा j f j है तो आइए हम जल्दी से समझने की कोशिश करें कि इस फ़ंक्शन का क्या मतलब है तो यहाँ 1Z x एक्स्पोनन्ट समैशन i बराबर 1 से n तक समैशन ओवर j लैम्ब्डा j f j है jth एक फीचर है और यह प्रोबेबिलिटी y x लैम्ब्डा है लैम्ब्डा x की फीचर है अब इसे समझने की कोशिश करते हैं Y से आपका क्या तात्पर्य है y एक अनुक्रम y 1 से y n है और x इनपुट अनुक्रम है और ऐसे कई अनुक्रम संभव हैं इसलिए किसी दिए गए अनुक्रम के लिए यह एक संभावना है और यह Z एक नार्मलाइजेशन है जो सभी पर किया जाता है इसलिए यह सभी अनुक्रमों पर एक योग है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं यह सभी अनुक्रमों पर सम्मिलन होगा मेरे पास केवल अनुक्रम y वर्तमान अनुक्रम y के लिए यह मान है मैं इसे सभी अनुक्रम से जोड़ दूंगा जो मुझे Z देगा इसलिए सभी y संभव y exp के योग पर और जो कुछ भी सेट में था तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे प्राप्त करते हैं इसलिए इस इक्वेशन को याद रखें समैशन j lambda j f j जो कि ith स्टेट में दिए गए विशेष टैग के लिए है तो मेरे पास एक्स्पोनन्ट समैशन j lambda j f j है जो एक टैग y i x i की संभावना है x i Z द्वारा विभाजित दिए गए बिंदु पर सभी हिस्ट्री पर हो सकता है लेकिन Z शब्द के बारे में भूल जाते हैं अब यहाँ हम पूरे अनुक्रम y i के लिए प्रोबेबिलिटी की गणना कर रहे हैं जो i 1 से n के बराबर है तो इसलिए यह गुणा होगा तो गुणा i 1 से n के बराबर है तो गुणा i 1 से n के बराबर है अब यदि मैं कई एक्स्पोनन्ट को गुणा कर रहा हूं तो उदाहरण के लिए e की पॉवर x गुणा e की पॉवर y e की पॉवर x प्लस y हो जाता है तो यह है कि सभी एक्स्पोनन्ट का गुणन कुछ भी नहीं है पर जैसे कि एक्स्पोनेंट समैशन i बराबर 1 से n समैशन j lambda j f j के समान है और यह फ़ंक्शन a है और Z x ऐसे सभी अनुक्रमों के सभी ट्रांसिशन पर नार्मलाइजेशन है इसलिए आप यहां नार्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो मैक्सेंट में क्या होता है आप यहाँ नार्मलाइजेशन कर रहे हैं इसलिए किसी दिए गए i के लिए आप यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ एक से जुड़ जाए और यहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा है आप यह सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि प्रत्येक I सभी टैग्स में टेक्स्ट के लिए संभावना 1 तक बढ़ जाएगी अब आप केवल अंत में एक नार्मलाइजेशन कर रहे हैं मुझे पता है कि संभावना या कुछ ऐसा है जो प्रत्येक टैग के लिए प्रोबेबिलिटी के अनुपात में है और फिर मैं इस zx द्वारा सब कुछ नार्मलाइस कर दूंगा और इस तरह यह लेबल बाइअस की समस्या से बचा जाता है तो यह एक विशेष कार्य है जो कन्डिशनल रेंडम फील्ड्स का उपयोग कर रहा है तो हम क्या देख सकते हैं तो कन्डिशनल रेंडम फील्ड्स में मेक्सिमम एंट्रोपी मार्कोव मॉडल का लाभ है वे एक ही प्रकार की फीचर्स का उपयोग करते हैं जिस तरह का मॉडल मेक्सिमम एंट्रोपी मार्कोव मॉडल के बहुत बहुत समान है लेकिन वे लेबल बाईस प्रोबलम से बचते हैं इसलिए CRF's ग्लोबली नार्मलईस्ड हैं जबकि MEMM लोकली नार्मलाईस्ड हैं इसलिए हमने चर्चा की थी और वे बहुत व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और कई अनुक्रम लेबलिंग कार्य के लिए लागू होते हैं इसलिए वे इन अनुक्रम लेबलिंग कार्यों में से कई के लिए आर्ट मॉडल्स की स्टेट के बहुत करीब थे इसलिए जो भी अनुक्रम लेबलिंग कार्य आपके दिमाग में आता है तो स्पीच टैगिंग से लेकर नाम और पहचान तक से शुरुआत करें तो वहाँ आप एक कन्डिशनल रेंडम फील्ड्स मॉडल लागू कर सकते हैं और बहुत सारे पुस्तकालय भी उपलब्ध हैं तो एक विशेष ऐप जो बहुत लोकप्रिय है और फिर CRA प्लस प्लस और कई अन्य लाइब्रेरी हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप समझते हैं ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनका आपको उपयोग करने की आवश्यकता है और फिर मॉडल आपको स्वयं CRF प्रशिक्षित करने में मदद करेगा तो स्पीच टैगिंग के भाग पर हमारी चर्चा को समाप्त करते है हमने इस बारे में बहुत चर्चा की कि अनुक्रम टैगिंग के लिए मॉडल क्या होंगे इसलिए अगले सप्ताह से हम सीनटेक्स पर चर्चा शुरू करेंगे कि हम कैसे पता लगाते हैं कि शब्द क्या हैं एक वाक्य में शब्द की व्यवस्था क्या है और हम उन्हें विभिन्न प्रकार के फ्रेसेस में कैसे समूहित करते हैं इसलिए मैं आपको अगले सप्ताह मिलूँगा